पिछले पाठ में हमने अनडैम्पड मुक्त स्पंदनों के बारे में सीखा इस पाठ में हम डैम्पड मुक्त कंपन के बारे में सीखेंगे तो अवमंदन क्या है पहले हमने देखा है कि जब कोई संरचना मुक्त कंपन के अधीन होती है तो समय के साथ इसका आयाम कम हो जाता है और अंततः संरचना स्थिर हो जाएगी और एक संरचना की यह गुण जो समय के साथ आयाम में कंपन को कम कर देती है अवमंदन के रूप में जानी जाती है और यह अवमंदन संरचना में एक ऊर्जा अपव्यय तंत्र है आइए अब हम अवमंदन के कुछ स्रोतों को देखें खिंचाव के तहत प्रत्येक सामग्री कुछ ऊर्जा को नष्ट कर देगी इसलिए जब कोई संरचना बार बार खिंचाव में होती है तो यह कुछ ऊर्जा को नष्ट कर देगी और हमारे जोड़ों में घर्षण होता है जो ऊर्जा अपव्यय का दूसरा रूप है और जब एक संरचना खिंचावपूर्ण हो रही होती है तो कुछ तापमान भी विकसित होता है तो इससे कुछ ऊर्जा अपव्यय भी होगा और जब कोई संरचना कंपन कर रही होती है तो कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे कुछ ऊर्जा का क्षय भी होता है तो ये सभी तंत्र सिस्टम से कुछ ऊर्जा ले लेंगे और कुछ संरचनाओं में अतिरिक्त अवमंदन उपकरण स्थापित होंगे इसलिए इन उपकरणों को कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा जब वह संरचना कंपन के अधीन हो उदाहरण के लिए भूकंप भार से बचाने के लिए संरचनाओं में अवमंदन उपकरण स्थापित किए जाते हैं इन सभी अवमंदन तंत्रों को एक संरचना में प्रतिरूपित करना कठिन है तो अक्सर हम संरचना में ऊर्जा अपव्यय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समकक्ष विस्कस डंपिंग मॉडल मानते हैं तो विस्कस डंपिंग में यह माना जाता है कि डंपिंग बल संरचना के वेग के समानुपाती होता है तो अवमंदन बल की गणना c के रूप में की जा सकती है जो कि अवमंदन गुणांक है जिसे वेग से गुणा किया जाता है तो इस तरह प्रस्तुत किए गए मॉडल के कारण ऊर्जा का अपव्यय वास्तविक संरचना में नष्ट हुई ऊर्जा के बराबर है अब आइए विस्कसली डैम्प्ड मुक्त स्पंदनों को देखें इस प्रकार की कंपन प्रणालियों को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है सिस्टम में कुछ कठोरता और द्रव्यमान के साथ स्प्रिंग होगा और इसमें एक विस्कस डैपर भी होगा जिसमें अवमंदन गुणांक c के बराबर होगा तो यह इस प्रणाली की गति का समीकरण है जैसे mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx बराबर 0 है c जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि अवमंदन गुणांक है और यह मुक्त कंपन के एक चक्र में क्षय हुई ऊर्जा का माप है इसलिए जब संरचना कंपन का एक चक्र बनाती है तो ऊर्जा समाप्त हो जाती है जिसे c द्वारा दर्शाया जाता है अब हम गति के इस समीकरण को द्रव्यमान से विभाजित करके इस तरह से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं और हम जानते हैं कि k बटा m ओमेगा n वर्ग के बराबर है जो प्राकृतिक आवृत्ति का वर्ग है अब हम एक क्रांतिक अवमंदन गुणांक cr 2m ओमेगा n के बराबर परिभाषित कर सकते हैं अतः इस मात्रा को क्रांतिक अवमंदन गुणांक कहते हैं हम इसका भौतिक अर्थ बाद में बताएंगे चूंकि ओमेगा एन k बटा m के वर्गमूल के बराबर है हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2m ओमेगा एन 2 वर्गमूल km के बराबर है और हम इसे 2k बटा ओमेगा एन की तरह भी लिख सकते हैं इसलिए हमने अभी अभी क्रांतिक अवमंदन गुणांक नामक मात्रा को परिभाषित किया है अब हम अवमंदन अनुपात जीटा को परिभाषित कर सकते हैं c बटा c क्रांतिक है इसका मतलब है कि यह अवमंदन अनुपात प्रणाली में मौजूद अवमंदन और क्रांतिक अवमंदन का अनुपात है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि क्रांतिक अवमंदन केवल संरचनात्मक गुणों द्रव्यमान और कठोरता पर निर्भर करता है क्योंकि ओमेगा एन केवल कठोरता और द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो क्रांतिक अवमंदन गुणांक भी केवल सिस्टम गुणों पर निर्भर करेगा तो यह अवमंदन अनुपात प्रणाली में मौजूद अवमंदन से क्रांतिक अवमंदन का अनुपात है अब हम जीटा के संदर्भ में गति के इस समीकरण को फिर से लिख सकते हैं तो हमारे पास एक्स डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एक्स डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स बराबर 0 है जीटा के मूल्य के आधार पर एक संरचना में अवमंदन को तीन में वर्गीकृत किया जा सकता है इसलिए यदि जीटा का मान 1 से अधिक है तो इसका अर्थ है कि अवमंदन क्रांतिक अवमंदन मान से अधिक है उस प्रकार के अवमंदन को अति अवमंदन कहा जाता है और जब जीटा 1 के बराबर होता है तो संरचना क्रांतिक अवमंदन के अधीन होती है इसका मतलब है अवमंदन गुणांक क्रांतिक अवमंदन के बराबर है जो प्राकृतिक आवृत्ति से द्रव्यमान गुणा के बराबर है और जब जीटा का मान 1 से कम होता है तो उस प्रकार के अवमंदन को कम अवमंदन अनडैम्प कहा जाता है तो उस स्थिति में अवमंदन गुणांक 2m ओमेगा n से कम होगा अब हम विस्कस अवमंदित मुक्त स्पंदनों की गति के समीकरण को हल करेंगे तो यह एक मुक्त कंपन है तो बल 0 के बराबर है और हमारे पास प्रारंभिक शर्तें भी हैं हम प्रारंभिक विस्थापन और प्रारंभिक वेग जानते हैं तो यह गति का समीकरण यह एक दूसरा क्रम रैखिक अवकल समीकरण है स्थिर गुणांक के साथ सजातीय रैखिक अवकल समीकरण इसलिए जैसा कि हमने अपने अडम्प्ड मुक्त कंपन समाधान में किया था हम जानते हैं कि इस समीकरण का हल x e घात st के बराबर है तो इसका मतलब है हम इसे इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं और पहचान बनी रहेगी इसलिए जब हम गति के अपने समीकरण में इस फलन को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यह मिलता है और हम इस विशिष्ट समीकरण को ले सकते हैं और s के लिए हल कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि गैर मामूली समाधानों के लिए समीकरण का यह भाग 0 होना चाहिए तो यह विशेषता समीकरण है हम इसे हल कर सकते हैं तो हम इसे जीटा के विभिन्न मूल्यों के लिए हल कर सकते हैं जब जीटा 1 से बड़ा होता है यानी अगर सिस्टम ओवर डैम्प्ड हो जाता है तो हमें s के दो मान मिलते हैं जो कि s 1 और s 2 है जो कि ओमेगा n गुणा माइनस ज़ेटा प्लस या माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ़ ज़ेटा स्क्वेयर माइनस 1 के बराबर होता है तो ये दो वास्तविक मूल्य हैं इसलिए हमारे पास इस विशिष्ट समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं तो हम गति के इस समीकरण का अपना सामान्य समाधान लिख सकते हैं क्योंकि x t का e की घात st के रैखिक संयोजन के बराबर है इसलिए e की घात s 1 t जोड़ e की घात s 2 t का रैखिक संयोजन इसलिए यदि आप s 1 और s 2 का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यह मिलता है इसलिए यदि आप इस समीकरण को करीब से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कोष्ठक में यह मान यह मान धनात्मक मान है क्योंकि जीटा 1 से अधिक है तो यह संपूर्ण मान धनात्मक होगा और यहाँ भी कोष्ठक के अंदर का मान धनात्मक है इसलिए चूँकि यह घातीय फलन धनात्मक है इसलिए यह घातांक ऋणात्मक है तो ये दो पद घातीय क्षय पद हैं तो इसका मतलब है हमारी प्रतिक्रिया इस विस्कस मुक्त कंपन की हमारी विस्थापन प्रतिक्रिया दो घातीय रूप से क्षय करने वाली शर्तों का योग है और जैसा कि हमने पहले चर्चा की है इस अवकल समीकरण समाधान में स्थिरांक की गणना हमारी प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करके की जा सकती है तो हमने इस प्रयोग को मुक्त कंपन उदाहरण अडम्प्ड मुक्त कंपन उदाहरण में किया है तो यहाँ भी हम प्रारंभिक शर्तों के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और A 1 और A 2 के लिए हल कर सकते हैं तो यह हमारे समाधान को पूरा करेगा अब देखते हैं कि यह समाधान कैसा दिखेगा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह दो चरघातांकी क्षय पदों का योग होगा तो हमारा समाधान इस तरह दिखेगा इसलिए यह एक चरघातांकी क्षयकारी फलन है यह एक उच्च मूल्य से शुरू होता है और यह तेजी से घटता है गणितीय रूप से यह समय अनंत पर 0 तक पहुंचता है तो व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है यह प्रतिक्रिया लंबे समय के बाद 0 है तो यह व्यवहार क्या दर्शाता है यह कहता है कि एक अति अवमंदित प्रणाली दोलन नहीं करेगी अर्थात यह वक्र यह वक्र इस x अक्ष को कभी नहीं काटेगा इसलिए जब हम यह प्रारंभिक विस्थापन या प्रारंभिक वेग देते हैं तो यह प्रणाली धीरे धीरे अपनी मूल संतुलन स्थिति में वापस चली जाएगी और वहीं रहेगी यह दोलन नहीं करता है इस प्रकार के डंपिंग का उपयोग डोर क्लोजर्स ऑटोमैटिक डोर क्लोजर्स में किया जाता है अब हम क्रिटिकल्ली अवमंदित प्रणाली का समाधान देखते हैं तो यहाँ हमारे पास अवमंदन अनुपात 1 के बराबर है जो कि प्रणाली क्रिटिकल्ली अवमंदित है तो अब देखते हैं कि समाधान कैसा दिखेगा तो यहाँ हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं और जब जीटा 1 के बराबर है तो हमें माइनस ओमेगा एन के रूप में s का समाधान मिलता है इसका मतलब है हमें एक वास्तविक मूल्य समाधान मिलता है इसलिए इस प्रकार की समस्याओं के लिए x t द्वारा दिया गया सामान्य समाधान A 1 जोड़ A 2 t गुणा e घात st के बराबर है तो यहाँ s माइनस ओमेगा एन है तो यहाँ हम जानते हैं कि यह एक चरघातांकी क्षय पद है तो हम इस कार्य के कारण पिछले अवमंदित प्रणाली के समान व्यवहार प्राप्त करेंगे आइए अब हम इस समाधान के इस भाग को देखें अतः यह एक सरल रेखा का समीकरण है तो यदि आपके स्थिरांक जो हम अपनी प्रारंभिक शर्तों का उपयोग करके पता लगा सकते हैं यदि यह A1 और A2 इस तरह से हैं कि यह समीकरण एक बार 0 के बराबर हो सकता है इसलिए यदि t का मान इतने के बराबर है तो यह 0 हो सकता है और x का समाधान 0 के बराबर होगा इसलिए यह केवल एक बार होगा क्योंकि यह एक सीधी रेखा है और यह केवल एक बार x अक्ष को पार करेगी प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करके हम इन अचरों A1 और A2 की गणना कर सकते हैं तो अब हम समाधान की प्रकृति को देखते हैं तो इस समीकरण में A 1 और A 2 के मूल्यों के आधार पर दो प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं पहला एक अति अवमंदित स्थिति के समान है तो प्रारंभिक विस्थापन की स्थिति से यह सीधे संतुलन की स्थिति में वापस चला जाता है और वहीं रहता है यही वह व्यवहार है जिसे हमने ओवर डैम्प्ड सिस्टम में भी देखा है दूसरा तब होता है जब यह हिस्सा शून्य हो जाता है इसका मतलब है यह x अक्ष को एक बार पार करता है और फिर संतुलन की स्थिति में वापस आ जाता है और वहीं रहता है तो यह क्रिटिकल्ली अवमंदित प्रणाली एक बार दोलन कर सकती है इसलिए इस प्रकार की प्रणालियों का उपयोग वजन तराजू को डिजाइन करने में किया जाता है जहां जब वजन पैमाने पर रखा जाता है तो यह विक्षेपित होता है और जब वजन हटा दिया जाता है तो यह मूल स्थिति में वापस चला जाता है इसलिए उन प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए हम क्रिटिकल्ली अवमंदित स्थितियों पर विचार करते हैं अब हम कम अवमंदित प्रणालियों के समाधान देखेंगे इसका मतलब है अवमंदित अनुपात 1 से कम है इसलिए सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं में सभी इंजीनियरिंग संरचनाओं में यह स्थिति लागू होती है सभी इमारतों और अन्य संरचनाओं के लिए हमारे पास अवमंदन अनुपात 1 से बहुत कम होगा तो अब हम इस प्रकार के कंपनों के समाधान पर नजर डालते हैं जैसा कि हमने पहले किया था हम वैशिष्ट्य समीकरण बना सकते हैं और फिर हम इस वैशिष्ट्य समीकरण को हल कर सकते हैं इसलिए यहाँ जब जीटा का मान 1 से कम है तो हमें s के लिए दो समाधान मिलेंगे वे जटिल संयुग्मी हैं 0 तो s 1 और s 2 1 माइनस ज़ेटा वर्ग के वर्गमूल के ऋणात्मक प्लस या माइनस i ओमेगा एन से गुणा के बराबर हैं तो हम जानते हैं कि इस अवकल समीकरण का सामान्य समाधान e की घात s 1 t और e की घात s 2 t का रैखिक संयोजन है तो हम इन मूल्यों को यहाँ प्रतिस्थापित कर सकते हैं और यहाँ हम परिभाषित करते हैं कि 1 माइनस ज़ेटा वर्ग के वर्गमूल गुणा ओमेगा एन ओमेगा डी के बराबर है तो यह इस प्रणाली की अवमंदित प्राकृतिक आवृत्ति है तो प्रतिस्थापन के बाद हमारा समीकरण इस तरह दिखेगा यहाँ जैसा कि हमने अनडैम्प्ड सिस्टम में किया था हम इस e घात i ओमेगा D t शब्दों को साइन और कोसाइन में लिख सकते हैं तो हम यूलर के समीकरण के आधार पर उस प्रतिस्थापन को बना सकते हैं और हम पूर्ण समाधान को e से पावर माइनस जेटा ओमेगा n t गुणा A cos ओमेगा D t प्लस B साइन ओमेगा D t के रूप में लिख सकते हैं यहाँ ओमेगा डी जैसा कि हमने परिभाषित किया है कि यह ओमेगा एन प्राकृतिक आवृत्ति है जो कि 1 माइनस ज़ेटा वर्ग के वर्गमूल से गुणा की जाने वाली है और इसलिए समीकरण का यह हिस्सा कम अवमन्दित के समान है इस तथ्य को छोड़कर कि हमारे पास ओमेगा एन के बजाय ओमेगा डी है लेकिन हमारे पास घातीय रूप से ह्रास करने वाला कार्य है जो इसे गुणा करता है तो यह डंपिंग अनुपात और प्राकृतिक आवृत्ति पर निर्भर करेगा यहाँ भी हम प्रारंभिक स्थितियों से स्थिरांक A और B की गणना कर सकते हैं तो हम प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक विस्थापन को स्थानापन्न कर सकते हैं A और B के लिए हल की गणना करें इसलिए हम A बराबर x 0 पा सकते हैं जो कि प्रारंभिक विस्थापन है और B इतने के बराबर है प्रारंभिक वेग और जीटा ओमेगा n प्रारंभिक विस्थापन जो कि ओमेगा डी द्वारा विभाजित है तो यदि हम इसे देखते हैं यदि हम जीटा को 0 के बराबर सेट कर सकते हैं तो यह भाग 0 हो जाएगा क्षमा करें यह भाग 1 हो जाएगा और ओमेगा डी ओमेगा n जीटा 0 के बराबर हो जाएगा इसलिए यदि जीटा 0 के बराबर है तो यह अन्देंप्त मुक्त कंपन प्रतिक्रिया में परिवर्तित हो जाएगा तो अब देखते हैं कि प्रतिक्रिया कैसी दिखेगी यह एक नमूना प्रतिक्रिया है इसलिए सिस्टम कंपन करेगा तो यह x अक्ष है तो यह अपनी संतुलन स्थिति में कंपन करेगा और अंततः कंपन का आयाम कम हो जाएगा और अंततः यह स्थिरता के और चला जाएगा यह वैसा ही है जैसा हमने फ्री वाइब्रेशन के तहत कैंटिलीवर के मामले में देखा है कैंटिलीवर कंपन कर रहा था और प्रत्येक चक्र में कंपन का आयाम कम हो रहा था और अंततः विस्थापन 0 हो गया आइए अब हम अवमंदन के विभिन्न मूल्यों पर अवमंदित मुक्त स्पंदनों की प्रतिक्रिया देखें तो यह उपाय है इसलिए यदि हम केवल इस भाग को लेते हैं तो यह अनडम्प्ड मुक्त कंपन के समान है लेकिन ओमेगा के बजाय आवृत्ति अलग है हमारे यहाँ ओमेगा डी है तो समय अवधि प्राकृतिक अवधि भी अलग है तो यह अवमंदित प्रणाली के लिए अवधि है लेकिन व्यवहार अनडम्प्ड कंपन के समान है तो समाधान का यह हिस्सा समय पर क्षय नहीं होता है आयाम पूरे समय स्थिर रहता है लेकिन जब आप पूर्ण समाधान को देखते हैं तो एक समाधान ऐसा दिखता है यह चित्र 2 प्रतिशत के अवमंदन अनुपात के लिए है जो जीटा 002 के बराबर है तो प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार हैं तो चोटियों का आयाम मूल्य समय के साथ क्षय हो जाता है और इस वक्र का समीकरण rho e पावर माइनस ज़ेटा ओमेगा n t द्वारा दिया जाता है तो यह इस फ़ंक्शन के समान है और इस rho की गणना इस तरह की जा सकती है कि यह इस स्थिरांक a वर्ग जमा b वर्ग का वर्गमूल है तो यह प्रारंभिक स्थितियों और सिस्टम पैरामीटर्स ओमेगा n और ओमेगा D पर निर्भर करता है इसलिए यह समाधान है जब जीटा 002 के बराबर है इसका मतलब है जब हमारे पास सिस्टम में 2 प्रतिशत अवमंदन है तो आइए देखें कि जब अवमंदन बढ़ता है तो क्या होता है इसलिए जब डंपिंग 5 प्रतिशत होने पर डंपिंग बढ़ रही है तो क्षय अधिक तेज़ होता है पहले यह था धीरे धीरे क्षय हो रहा था अब तेजी से क्षय हो रहा है इसलिए जब हम अवमंदन का मान बढ़ाते हैं तो क्षय और भी तेज हो जाता है तो यह तब है जब अवमंदन 10 प्रतिशत है और जब अवमंदन 20 प्रतिशत होता है तो यह बहुत तेजी से क्षय होता है इसलिए सिस्टम के अपनी संतुलन स्थिति में वापस आने से पहले कुछ ही चक्र शेष हैं आइए हम एक अवमंदित तंत्र की अवधि और आवृत्ति ज्ञात करें तो यह मुक्त कंपन के तहत एक अवमंदित प्रणाली की विस्थापन प्रतिक्रिया है तो प्रारंभिक विस्थापन और ढलान सिस्टम को दी गई प्रारंभिक शर्तों के अनुरूप हैं इस अवमंदित मुक्त स्पंदन की प्राकृतिक अवधि अनडम्प्ड मुक्त स्पंदनों की प्राकृतिक अवधि से भिन्न होगी तो इस अवमंदित प्राकृतिक अवधि की गणना इस तरह की जा सकती है यह प्राकृतिक अवधि 1 माइनस ज़ेटा वर्ग के वर्गमूल से विभाजित के बराबर होगा चूँकि अनडम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा 1 से कम है इसलिए हमारे पास TD Tn से अधिक है इसका अर्थ है इस अवमंदित स्पंदनों की अवधि अनडम्प्ड प्रतिक्रिया की अवधि से अधिक होगी अवमंदित कंपन की प्राकृतिक आवृत्ति की गणना इस प्रकार की जा सकती है कि यह प्राकृतिक आवृत्ति को एक माइनस ज़ेटा वर्ग के वर्गमूल से गुणा किया जाता है तो अवमंदित प्राकृतिक आवृत्ति अनडम्प्ड प्राकृतिक आवृत्ति से कम होगी तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डंपिंग का प्रभाव सिस्टम को थोड़ा और लचीला बना रहा है यानी ओमेगा D प्राकृतिक आवृत्ति कम हो रही है जब डंपिंग लगाया जाता है अब देखते हैं कि समय के साथ प्रतिक्रियाएँ किस प्रकार घटती हैं तो यह अवमंदित प्रणाली में विस्थापन प्रतिक्रिया का समीकरण है इस प्रतिक्रिया का आयाम प्रभाव अवमंदन के कारण समय के साथ कम हो जाता है तो आइए गणना करें कि एक चक्र में कितना क्षय होता है तो हम जानते हैं कि समय t पर प्रतिक्रिया यह है तो हम समय t प्लस TD पर प्रतिक्रिया की गणना कर सकते हैं जहां TD इस अवमंदित प्रणाली की प्राकृतिक अवधि है अतः यह cos और sine पद आवर्ती हैं अतः समीकरण का यह भाग t प्लस T D पर भी दिखाई देगा तो कॉस ओमेगा डी टी कॉस ओमेगा Dt प्लस TD के बराबर होगा तो समीकरण का यह भाग t प्लस T D पर भी समान होगा तो केवल यहाँ परिवर्तन है इसलिए हम अनुपात x t बटा x t जोड़ T D बराबर e घात zeta omega n T D लिख सकते हैं हम इसे फिर से लिख सकते हैं हम T D के इस मान का विस्तार कर सकते हैं तो हम e की घात 2 पाई ज़ेटा बटा वर्गमूल 1 माइनस ज़ेटा स्क्वायर मिलेगा तो अब हम लोगारित्म को दाएँ हाथ की ओर और बाएँ हाथ की ओर ले सकते हैं तो हम कहते हैं कि इस अनुपात का लोगारित्म जीटा ओमेगा nTD के बराबर है जो 2 पाई ज़ेटा बटा वर्गमूल 1 माइनस ज़ेटा वर्ग के बराबर है δ ln इसलिए यदि जीटा का मान बहुत छोटा है यानी यह मात्रा 1 के बराबर है उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह मात्रा लगभग 2 पाई जीटा के बराबर है और इस मात्रा को लोगारित्म कमी के रूप में जाना जाता है तो लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट लगातार दो चोटियों पर प्रतिक्रियाओं का प्राकृतिक लोगारित्म है तो यह प्लॉट जीटा अवमंदन अनुपात के संबंध में लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट की भिन्नता को दर्शाता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह नीली रेखा लॉगरिदमिक कमी का सटीक मान दिखाती है जो 2 पाई ज़ेटा है जिसे 1 माइनस ज़ेटा वर्ग के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है और यह सीधी रेखा लॉगरिदमिक कमी का अनुमानित मान है जो 2 पाई ज़ेटा है जैसा कि हम यहाँ जीटा के निम्न मूल्यों के लिए देख सकते हैं ये समान हैं इसलिए मान लें कि यदि जीटा 02 से कम है तो हम इस अनुमानित मूल्य का उपयोग करके लॉगरिदमिक गिरावट की गणना कर सकते हैं क्योंकि अनुमानित और सटीक मूल्य जीटा के निचले मूल्यों के लिए समान हैं अब देखते हैं कि सिस्टम में अवमंदन को मुक्त कंपन से कैसे मापा जा सकता है तो यह एक अवमंदित प्रणाली की मुक्त कंपन प्रतिक्रिया है हम इनमें से प्रत्येक चोटियों पर विस्थापन के मान को माप सकते हैं तो अब एक एकल चक्र में विस्थापन में क्षय को इस तरह दर्शाया जा सकता है वह शिखर का अनुपात है शिखरयों में से एक विस्थापन द्वारा अगले शिखर का विस्थापन का तो यह अनुपात e घात लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट के बराबर है पिछली स्लाइड में हमने अभी अभी लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट परिभाषित किया है तो इसी तरह आप भी कुछ चक्रों में क्षय की गणना कर सकते हैं इसका मतलब है आप एक शिखर पर विस्थापन को j चक्रों के बाद विस्थापन से विभाजित कर सकते हैं इसलिए यदि j 4 के बराबर है तो हम कर सकते हैं कि यह अनुपात u 1 बटा u 5 हो जाएगा इसलिए हम इसे e घाट j डेल्टा से तुलना कर सकते हैं जो लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट है तो आप मुक्त कंपन प्रतिक्रिया से इस अनुपात की गणना कर सकते हैं और आप इसका लॉगरिदमिक ले सकते हैं और इसे j से विभाजित कर सकते हैं और हम लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट की गणना कर सकते हैं और हम जानते हैं कि लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट लगभग 2 पाई ज़ेटा के बराबर है तो इस संबंध का उपयोग करके आप ज़ेटा की गणना1 बटा 2 पीआई जे चोटी के अनुपात के लॉगरिदमिक के रूप में कर सकते हैं तो j उन चक्रों की संख्या को इंगित करता है जिन पर हम विचार कर रहे हैं यदि हम केवल एक चक्र पर विचार कर रहे हैं तो आप इस विस्थापन को इस विस्थापन से विभाजित कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं तो इस जीटा या अवमंदन अनुपात की गणना विस्थापन समय इतिहास के साथ साथ त्वरण समय इतिहास का उपयोग करके की जा सकती है इसलिए सभी व्यावहारिक स्थितियों में विस्थापन को मापने की तुलना में त्वरण को मापना आसान है तो वास्तविक संरचना के लिए त्वरण समय इतिहास अधिक उपलब्ध होगा इसलिए हम त्वरण समय इतिहास का उपयोग करके भी अवमंदन की गणना कर सकते हैं प्रक्रिया बिल्कुल समान है बस चोटियों के अनुपात की गणना करें लॉगरिदमिक लें और 2 pi j से विभाजित करने पर आपको अवमंदन अनुपात मिलेगा तो इस तरह हम एक प्रणाली के मुक्त कंपन का उपयोग करके अवमंदन को मापते हैं अब देखते हैं कि विस्कस डैम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा अपव्यय कैसे किया जाता है तो विस्कस डैम्पिंग में विलुप्त होने वाली ऊर्जा डंपिंग बल dx के अभिन्न अंग के बराबर होती है तो तो इससे ऊर्जा मिलती है यह आयाम ऊर्जा का है यह इंटीग्रल यदि आप 0 से समय t cu dot तक करते हैं यह इंटीग्रल जो कि इस f D के बराबर है तो f D बराबर cu डॉट है और dx u डॉट dt के बराबर है इसलिए यदि आप इसे इंटीग्रल करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि समय t द्वारा कितनी ऊर्जा का क्षय हुआ है तो हमने चर्चा की कि फ्री वाइब्रेशन में हम शुरुआत में सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं dt इसलिए जब हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो हम सिस्टम को एक इनपुट एनर्जी दे रहे होते हैं तो वह इनपुट ऊर्जा जो शुरुआत में प्राप्त हुई थी अवमंदन के कारण समाप्त हो रही है इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ता है अपव्यय भी बढ़ता जाता है और कुछ समय बाद सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो जब कंपन बंद हो जाता है तो यह तब है जब सिस्टम अपनी संतुलन स्थिति में वापस आता है और वहीं रहता है